फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफ़ेसर देव प्रिया दास डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर लेक्चर 20 सर्किट थ्योरम्स जारी स्लाइड समय देखें 0023 इसलिए अब तक हमनेअपने सुपरपोजिशन थ्योरम को देखा है आगे हम सोर्स ट्रांसफॉरमेशन के लिए जाएंगे वास्तव में यह सोर्स ट्रांसफॉरमेशन हमारी सर्किट एनालिसिस को सरल करेगा और कभी कभी इसे हल करना आसान होता है कंप्यूटिंग ब्रांच करंट या वोल्टेजया जो भी हो के सर्किट में जानें इसलिए चीजें सरल हैं लेकिन हमें कुछ चीजों को समझने की कोशिश करनी होगी तो यह वास्तव में मूल रूप से यह हमारी की अवधारणा है जिसे हम समतुल्यता कहते हैं स्लाइड समय देखें 0050 और समतुल्य सर्किट वह है जिसकी v i विशेषता मूल सर्किट के समान है उदाहरण के लिए मैंने जो कुछ भी उदाहरण के लिए लिखा है इस सोर्स ट्रांसफॉरमेशन पर विचार करें स्लाइड समय देखें 0101 यदि में देखें अगर देखें तो यह सर्किट कि यह r है यह वोल्टेज सोर्स v है और यह रेजिस्टेंस R है और यह वोल्टेज सोर्स v है इसलिए यह वास्तव बाईलेटरल है जिसका अर्थ इस सर्किट से है इसे समानांतर या अन्य तरीके से R करंट सोर्स या रेजिस्टेंसR में परिवर्तित कर सकता है और टर्मिनल 1 और 2 चिह्नित है टर्मिनल 1 और 2 चिह्नित है और यह सर्किट टर्मिनल 1 और 2 में इस एक के बराबर हो सकता है लेकिन टर्मिनल एक और दो में v i की विशेषता दोनों मामलों के लिए समान होनी चाहिए अब पहले कि हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं और क्या है जो कि संबंध है जो कि i के बराबर है बस हम देखेंगे कि सब कुछ नीचे दिया गया है लेकिन हम देखते हैं कि हम यह कैसे कर सकते हैं स्लाइड समय देखें 0159 उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए इसे पहले मान लीजिए और फिर मान लीजिए मैं एक रेजिस्टेंस RL को जोड़ता हूं मान लीजिए यह रेजिस्टेंस RL है जिसे हम आम तौर पर RLकहते हैं इसका मतलब है कि एक लोड रेजिस्टेंस है मान लीजिए इस करंट के माध्यम से करंट यह iL है इसका मतलब है एक ही करंट और RL के माध्यम से बह रही है क्योंकि दोनों सीरीज में हैं तो अगर iLके एक्सप्रेशन को लिखें तो r iL R RL द्वारा विभाजित v के बराबर है यह करंट है जो रेजिस्टेंस RL के माध्यम से बह रहा है मान लीजिए कि हमने रेजिस्टेंस RL को जोड़ा है अब इस सर्किट के लिए भी क्योंकि टर्मिनलएक और दो पर दोनों सर्किटों की यह vi कैरेक्टस्टिक्स समान होनी चाहिए मेरा मतलब है कि सर्किट एक दूसरे के बराबर हैं मान लीजिए यदि हम एक समान लोड रेजिस्टेंसRL को जोड़ते हैं तो यह भी RL है और इसके माध्यम से बहने वाली करंट को iL कहा जाता है यहाँ भी iL बह रहा है यहाँ भी iL बह रहा है और यह करंट सोर्स जो कि समय के लिए इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसे हमने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स माना है यदि RL के माध्यम से जाने वाली यह हमारी करंट iL इसके बराबर है तो यह करंट डिविजन मेथड है जो कि R R RL द्वारा विभाजित की जाती है यह करंट सोर्स i है यह iL और r जो इस iL को कहते हैं और इस iL दोनों को समान के लिए समान होना है यहाँ यह v R RL है यहाँ यह iL करंट डिवीजन R R R R RL के बराबर है यदि दोनों समान हैं यदि दोनों समान हैं तो हम कहीं लिख सकते हैं मैं लिख रहा हूं हम लिख सकते हैं कि v R RL r R RL के बराबर है तो R RL R RL दोनों पक्षों को कैंसिल कर दिया जाएगा तो अंततः यह v बन जाएगा r r इनटू r के बराबर है अर्थात इसका अर्थ यह है कि i यह वास्तव में v R के बराबर है यह वह r है जिसका अर्थ है वोल्टेज i iL इनटू RL और यहाँ भी iL इनटू RL यह बराबर होना चाहिए यह वही v r iके बराबर होना है इसका मतलब है कि यह विचार है कि विचार है तो इसका मतलब है यह सोर्स ट्रांसफॉरमेशन है जिसका अर्थ है r से अगर एक वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस r इस तरह है तो इसे करंट सोर्स में परिवर्तित कर सकते हैं और एक ही चीज़ से अगर यह r iL है R है तो इस का प्रतिनिधित्व करें जो कि इस करंट सोर्स से r बाईलेटरल से और इस पैरलल रेजिस्टेंस से यह v को I R के बराबर कर सकता है यह वोल्टेज सोर्स है और इसके साथ है v यह R सीरीज में है इन सभी चीजों को नीचे की ओर दिया गया है लेकिन यह हमारी समझ के लिए है अब अब सवाल यह है कि यह हमारा क्या है जिसे क्या कहा जाता है और यहाँ हमारी पोलैरिटी का पता लगाना है तो करंट i r दिखा रहा है जो कि करंट है यहां से बह रहा है यहां भी करंट यहां से बह रहा है तो यही कारण है कि जब यह सिर्फ इसका मतलब है कि जब भी इस परिवर्तन के लिए जा रहे हैं कि अगर मैं v और R सीरीज तो यहां i बराबर होगी यह होगी vR यह v है यह R है स्लाइड समय देखें 0517 और इस तरह के पैरलल r करंट सोर्स से और यहरेजिस्टेंस पैरलल में है अगर इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल दिया जाए तो यह v ir के बराबर होना चाहिए है यह R सीरीज में होना चाहिए इसके विपरीत में होना चाहिए इसी तरह एक और बात तो यह है कि हम इसे कैसे करते हैं लेकिन पोलैरिटी को देखें तो यहां करंट डायरेक्शन इंडिपेंडेंट सोर्स में ऊपर की ओर है स्लाइड समय देखें 0555 अब मान लीजिए कि मान लीजिए कि यदि यह मेरा उदाहरण के लिए यह टर्मिनल है यदि यह है यदि यह है तो यहां करंट डायरेक्शन भी नीचे की ओर होनी चाहिए तो पोलैरिटी को देखने के अनुसार कि यह एरो टिप्स प्लस पर होनी चाहिए तोकरंट डायरेक्शन नीचे की ओर होनी चाहिए बाकी जैसी है वैसी ही रहेगी बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा तो केवल पोलैरिटी को जांचना होगा यहाँ अगर यह है तो पॉजिटिव टिप्स का मतलब यह एरो है जो मैंने पहले बताया था इसलिए यह ऊपर की ओर है और अगर यह उल्टा है तो यह भी उलट जाएगा इसलिए करंट डायरेक्शन इस प्रकार होनी चाहिए कि बाकी समान रहे तो यह वास्तव में इंडिपेंडेंट सोर्सेस के लिए सोर्स ट्रांसफॉरमेशन है अब यह डिपेंडेंट सोर्सेस के लिए भी सच है स्लाइड समय देखें 0644 इसलिए यह सब मैंने जो कुछ भी कहा मैंने यह सब बातें यहाँ हमारी समझ के लिए लिखी हैं और यह सब कुछ जो मैंने नीली स्याही पर लिखा है वह सब कुछ है लेकिन यहां iL वहाँ सर्किट सब कुछ है जो मैंने दिखाया कि यह कैसे करना है यहाँ मैंने इसे नहीं खींचा है लेकिन मैंने शुरुआत दिखाई और ये सभी समान हैं स्लाइड समय देखें 0655 स्लाइड समय देखें 0703 बस हम स्टेप बाय स्टेप गुजरेंगे यहाँ सब कुछ लिखा है लेकिन मैं समझाता हूं कि कैसे वह इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है वह i v v R के बराबर है या v I R के बराबर है स्लाइड समय देखें 0713 अब इसका मतलब है अगर कि पोलैरिटी भी मैंने इस पोलैरिटी को बताया मैंने यह भी बताया कि यदि v की पोलैरिटी रिवर्स है तो i का ओरियंटेशन भी सर्किट को इक्विवेलेंट बनाने के लिए रिवर्स होना चाहिए मैंने अभी बताया अंडर लाइन भी किया स्लाइड समय देखें 0736 अब सोर्स ट्रांसफॉरमेशन डिपेंडेंट सोर्सेस पर भी लागू होता है स्लाइड समय देखें 0739 उदाहरण के लिए यदि यह बाद में है तो हम देखेंगे कि r उस संख्या पर विचार करेगा जहाँ r r के लिए r भिन्न प्रकार के डिपेंडेंट सोर्स वोल्टेज या करंट पर विचार करेगा तो अगर अगर r अगर इस चीज़ को r माफ़ किया जाए तो यह वोल्टेज सोर्स पर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो यह भी बाईलेटरल है तो यह भी r पर डिपेंडेंट करंट सोर्सहोगा बाद में इसे देखेंगे इसलिए जिस तरह से हम उसी तरह से कर सकते हैं उसी तरह से हम उस पर डिपेंडेंट वोल्टेज या व करंट सोर्स में बदल सकते हैं स्लाइड समय देखें 0821 अब एक उदाहरण पर विचार करें कि सर्किट में सोर्स ट्रांसफॉरमेशन v 0 का उपयोग करना I मतलब है कि इसका मतलब यह है कि यह r v 0 है इसलिए सर्किट में v 0 का पता लगाना होगा और इसी तरह और एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है यह 4 एम्पीयर है और एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो 12 वोल्ट है तो यह दिशा दिशा को देखो यहाँ दिशा ऊपर की ओर है और जब इसे परिवर्तित करते हैं तो मेरा मतलब है कि इस हिस्से को जब इसे परिवर्तित करें इस वर्तमान स्रोत करंट सोर्स और पैरलल में r एक रेजिस्टेंस है यदि विवेकपूर्ण तरीके से इसे कॉल में बदलने की कोशिश की जाए तो इसे r वोल्टेज सोर्स और सीरीज में रेजिस्टेंसके रूप में बनाना होगा यह 3 Ω सीरीज में रेजिस्टेंस है तो 4 v जो इसके बराबर है वह 4 में 3 है जो r 12 है वोल्ट यानी 12 वोल्ट और यह बराबर वोल्टेज होगा जिसका मतलब है कि इस हिस्से को केवल r करंट सोर्स से वोल्टेज में परिवर्तित किया जा रहा है लेकिन इसे नीचे की ओर देखें इसलिए अगर मैं इसे इस हिस्से के लिए यहां खींचता हूं तो यह होगा यह होगा यह मेरा 12 वोल्ट होगा और यह रेजिस्टेंस इस में है Ω यह 3 होगा will यह 3 it होगा और यह 3 Ω और यह 3 Ω तब दोनों सीरीज में होंगे बाद में हम सर्किट देखेंगे तो इसी तरह यहाँ भी अगर यह 3 Ω है और यह 12 Ω 12 वोल्ट है अब माना कि यदि हम उदाहरण के लिए यदि हम इसे में बदलना चाहते हैं तो यह भाग यह भाग यदि इसे r करंट सोर्स और रेजिस्टेंस में बदलना चाहते हैं तो यह 3 Ω समानांतर होगा तब ai बराबर होगा 12 बाइ 3 से जो 4 एम्पीयर के बराबर है और फिर यदि करंट सोर्स द्वारा प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करने की कोशिश की जाती है तो इन 3 Ω रेजिस्टेंस के समानांतर क्या होगा और यह हमारा करंट सोर्स होगा तीर ऊपर की ओर है और क्योंकि यहाँ पोलैरिटी यहाँ है और यह हमारा 4 एम्पीयर होगा तो अगर ऐसा है तो सर्किट तो हम क्या कहेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा इसलिए मुझे पहले से ही सब कुछ नीचे करने से पहले करने दें लेकिन इससे पहले मैं केवल यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वास्तव में हमने इसे कैसे प्राप्त किया स्लाइड समय देखें 1043 इसलिए हमारे पास यह हिस्सा है जिसे हमने 12 वोल्ट में बदल दिया है स्लाइड समय देखें 1052 यह 12 वोल्ट है और मैंने पोलैरिटी को भी बताया क्योंकि करंट सोर्स जो हमारा है वह नीचे की ओर है और यह 3 Ω और यह 3 Ω सीरीज में है और इसी तरह यह एक परिवर्तित पोलैरिटी ऊपर की ओर थी इसलिए यह r तीर ऊपर की ओर है इसलिए यह 4 Ω है तो इस तरह यह पक्ष भाग हम इस तरह परिवर्तित हो गया है और यह पक्ष भाग हम इस प्रकार परिवर्तित हो गए हैं इसके बाद इसके बाद हमारा उद्देश्य यह है कि हमें अगले V0 का पता लगाना होगा कि इस 3 और 3 दोनों सीरीजमें क्या होगा तो 3 3 यह 6 Ω होगा तो अब यह हिस्सा सर्किट का यह हिस्सा है सर्किट का यह हिस्सा 12 वोल्ट है और यह 6 Ω सीरीज में है इसे एक मौजूदा सोर्स में बदलें और समानांतर में 6 Ω रेजिस्टेंस डालें यदि ऐसा होता है तो मैं करंट में 12 से 6 के बराबर होगा 6 एम्पीयर के बराबर है जो 2 एम्पीयर है इसका मतलब है कि इस हिस्से का मतलब यह है कि यह कहीं होगा मैं बस मैं इसे साफ कर रहा हूं मैं बस पकड़ रहा हूं मैं इसे साफ कर रहा हूं स्लाइड समय देखें 1202 फिर इस हिस्से को इस तरह से बनाया जा सकता है देखो यहाँ सबसे नीचे है इसलिए यह हमारा 2 एम्पीयर है और यहाँ यह 33 6 Ω है तो यह 6 Ω समानांतर में होगा और इसके बाद उस सर्किट को कनेक्ट करें जिस भी तरीके से इसे दिया गया है और यह 4 एम्पीयर इसे उन दोनों चीजों में होने देता है जिन्हें हमने एक मौजूदा सोर्स में परिवर्तित किया है स्लाइड समय देखें 1238 इसलिए अगर अगले एक पर जाएं तो यह यहां हमारा है जो मुझे थोड़ा ऊपर जाने देता है तो यह हमारा है कि 2 एम्पीयर नीचे की ओर है और यह 4 एम्पीयर आर ऊपर की तरफ है तो अब सभी 3 यह सब 3 यह एक यह एक यह एक तीनों समानांतर हैं इसलिए क्योंकि यह हैं यह एक कॉमन नोड है कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट यहां से जुड़े नहीं हैंकॉमन नोड हैं तो 6 Ω और 3 Ω वे समानांतर में हैं लेकिन हमें v 0 का पता लगाना है इसलिए हम 8 Ω को समाप्त नहीं कर सकते हैं लेकिन 6 और 3 6 8 3 सभी समानांतर में हैं लेकिन 6 और 3 के बराबर ले लो ये दोनों समानांतर हैं तो यह बात अगर समानांतर में 3 6 है तो 6 3 से विभाजित है तो 2 2 के बराबर है तो यह पक्ष यहाँ यह 2 है जो इस चीज़ के समानांतर है यह 8 8 लिखा गया है और यह 2 एम्पीयर लिखा गया है और यह 4 एम्पीयर लिखा गया है इसलिए इसका मतलब है कि आगे सरलीकरण होगा स्लाइड समय देखें 1340 तो अब एक बार यदि ऐसा है तो अगर इस पर गौर करें कि यह 4 एम्पीयर ऊपर की ओर है और 12 एम्पीयर 2 एम्पीयर नीचे की ओर है और यह एक ऐसा आर है जिसे कॉल कॉमन नोड सभी समानांतर में हैं यह एक यह एक यह एक सभी समानांतर हैं तो 4 एम्पीयरर का रिजल्टेंट ऊपर की ओर होता है और यह नीचे की ओर होता है तो रिजल्टेंट 2 एम्पीयर ऊपर की ओर होगी जो कि आर 4 2 एम्पीयर है जो कि 2 एम्पीयर के बराबर है यह ऊपर की ओर है क्योंकि यह 4 अप है यह नीचे है और समतुल्य 4 2 2 एम्पीयर है क्योंकि सभी एक अंतर्ज्ञान से समानांतर में हैं आसानी से इसे बना सकते हैं तो इस के रिजल्टेंट होने के कारण यह 2 एम्पीयर है और यह 8 Ω है यह 2 Ω है इसके बाद करंट डिवीजन पर जाएं स्लाइड समय देखें 1430 तो अगर इन दो एम्पीयर करंट को करंट डिवीजन के लिए जाना है तो यह मेरा 2 एम्पियर करंट है तो यह क्या है अब हमें करंट डिवीजन के बारे में पता लगाना होगा कि मैं बराबर है जो कि प्रवाहित हो रहा है जो करंट प्रवाह 8 Ω रेजिस्टेंस है वह 2 होगा यह 2 2 8 से 2 में विभाजित है जो वास्तव में 04 एम्पीयर है तो इसका मतलब है कि r v 0 8 में 8 के बराबर है क्योंकि यह 8 है यह i है 8 में i है तो 8 के बराबर r में 04 है जो 32 वोल्ट के बराबर है जिसका उत्तर होना चाहिए तो यह है कि हम इसे कैसे करते हैं स्लाइड समय देखें 1522 इसलिए इन सभी चीजों को समझाया और हल किया गया है मैंने जो कुछ कहा उसके माध्यम से जाना इसलिए सब कुछ बस इसके माध्यम से जाना जाता है कि कैसे हल करें तो धीरे धीरे और धीरे धीरे नीचे आओ स्लाइड समय देखें 1531 तो यह हमारा है मैंने बताया कि यह आर उत्तर है कि 32 वोल्ट मैंने बताया कि मैंने इसे हल कर दिया है सब कुछ यहां लिखा है तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि चीजें कैसी हैं उस समय इस वीडियोके माध्यम से कब जाना जाएगा लेकिन यह सब कुछ मैंने समझाया है स्लाइड समय देखें 1551 तो एक और ले लो इसलिए अब सोर्स ट्रांसफॉरमेशन का उपयोग करके ixका पता करें जो कि फिगर 14 के सर्किट में दिखाया गया है कि यह चैप्टर 4 का विषय है तोडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और यह r 4 एम्पीयर आर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है और यह पता लगाना है कि ix क्या चीज है जो इसे ढूंढना है अब सवाल यह है कि यह डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और 5 Ω वे हमारे में हैं जो इन दोनों को कॉल करते हैं ये दो यह 5 Ω और ये दोनों सीरीज में हैं तो अगर इसे आर क्या है जो डिपेंडेंट करंट सोर्स को कॉल करने की कोशिश करता है यहां एक ही फिलॉसफी है एक ही ट्रांसफॉरमेशन है तो यदि ऐसा है तो यह उदाहरण के लिए है यह हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है इसलिए यदि यह r 2 ix है तो v को पोलैरिटी कहा जाता है के बराबर है यहाँ एक तल है और यदि v 2 ix के बराबर है तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसे एक डिपेंडेंट करंट सोर्स में बदलना चाहता हूं तो मैं इस 5 से विभाजित rv के बराबर होगा क्योंकि 5 Ω है और v r 2 के बराबर है ix 5 से विभाजित 04 ix के बराबर है तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स पर निर्भर किया जाएगा तो यह 04r 04 ix है स्लाइड समय देखें 1724 अब अगर इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो इसका मतलब है क्योंकि यहाँ है तो तीर की नोक नीचे की ओर होगी इसलिए यह r 04 r ix होगी और इसके साथ 5 Ω रेजिस्टेंस समानांतर में होगा 5 Ω रेजिस्टेंस इसके साथ जुड़ने में होगा बाकी इसके साथ जुड़ेंगे तो यह वास्तव में है कि हम इसे एक ही फिलॉसफीडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट एक ही फिलॉसफी में कैसे बदल सकते हैं स्लाइड समय देखें 1801 तो इसलिए अगर बराबर के पास जाएं तो सर्किट इस तरह का होता जा रहा है यह सर्किट इस तरह बनता जा रहा है जैसा कि मैंने बताया कि यह तीर नीचे की ओर होगा पोलैरिटी को देखो और 04 ix और ix 5 Ω 10 यह 10 Ω है यह 5 Ω है और इसे मूल रूप से करंट का पता लगाना है और मूल रूप से 10 Ω और5 Ω दोनों समानांतर हैं लेकिन हम करंट डिवीजन के लिए जाएंगे और यह 4 एम्पीयर है स्लाइड समय देखें 1828 अब यदिअब करंट डिवीजन के लिए जाएं तो यदि इस बात पर गौर करें कि हमने जो चीज बनाई है वह ix है तो यह 5 बाइ 510 4 04 ix के बराबर है यह एक है वास्तव में यह ऊपर की ओर है यह नीचे की ओर है इसलिए यदि इसे इसका रिजल्टेंट बनाते हैं तो यह वास्तव में r 4 होगा कहीं मैं यहां लिख रहा हूं यह 4 04 ix है मेरा मतलब है कि दिशा ऊपर की ओर होगी यहाँ इस दिशा की दिशा ऊपर की ओर नहीं होगी और इस धारा को इस धारा को 10 Ω और 5 is में विभाजित किया जाता है इसलिए एक वर्तमान विभाजन विधि r ix होगी जो r 5 से 10 5 द्वारा r 4 04 ix में विभाजित होती है तो मूल रूप से यह एक तिहाई है क्योंकि 5 से 15 तक तो 4 04 ix उसके बाद ix के लिए हल करते हैं तो हमें आर अंतर्ज्ञान से यह करना होगा कि इस सर्किट को कैसे हल किया जाए इसलिए यह तो यह दिया जाता है कि हम इसे हल करने के बाद जानते हैं आर हो रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं 1176 एम्पीयर के बराबर है आसान है बस आर अंतर्ज्ञान से इसे हल करना है कि यह कैसे करना है स्लाइड समय देखें 2002 सोर्स ट्रांसफॉरमेशन टेक्निक का उपयोग करते हुए अगला लोड रजिस्टेंस के माध्यम से करंट का निर्धारण करें RL इस फिगर 16 में 4 4 Ω के बराबर है स्लाइड समय देखें 2013 तो यह पता लगाना है कि इस 4 Ω रेजिस्टेंस के माध्यम से r को ज्ञात करना है सभी 4 और यह 4 और यह 4 दोनों सीरीज में हैं इसलिए इफेक्टिव 8 Ω होगा लेकिन इस 4 Ω को हटा नहीं सकता क्योंकि इस लोड रेजिस्टेंस 4 Ω के माध्यम से करंट का पता लगाना है तो यह एक यह पक्ष अगर यह देखो कि यह 12 वोल्ट सोर्स है और पोलैरिटी है यह यह है 6 इसलिए यदि इसे एक वर्तमान स्रोत में बदलना है तो केवल यह भाग यदि इसे एक करंट सोर्स में परिवर्तित करें और एक रेजिस्टेंस समानांतर 6 Ω इसके समानांतर है इसलिए मैं r 12 बाइ 6 के बराबर है इस 12 बाइ 6 के बराबर है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के 2 एम्पीयर आर तीर दिशा ऊपर की ओर होगी और उस समय यह 6 Ω इस 12 Ω के समानांतर होगा और इसके साथ 12 Ω इसलिए यदि इसे इस हिस्से में एक मौजूदा स्रोत और समानांतर में 6 Ω में परिवर्तित करें तो देखें कि सर्किट कैसा दिखेगा स्लाइड समय देखें 2121 यदि ऐसा है तो इन दो एम्पीयर को देखें और यह r है जिसे यह r 6 Ω कहते हैं इस परिवर्तन के बाद 12 यह 12 Ω है और यह 4 Ω है और यह 4 Ω है यह एक जैसा है वैसा ही है अब एक बार ऐसा करने के बाद यह 6 Ω और 12 Ω दोनों समानांतर है तो पता करें कि 6 के बराबर 6 इनटू 12 में विभाजित किया गया है 6 12 जो वास्तव में 4 18 12 के बराबर 6 r 72 में 18 से विभाजित है इसलिए 4 Ω के बराबर है तो इसका मतलब है इसका मतलब है कि यह 4 Ω यहाँ इस 4 Ω के बराबर है और यह 2 एम्पीयर है और यह 4 एम्पीयर है दोनों ऊपर की ओर R RL हैं और 4 Ω यह चीजें इस प्रकार हैं स्लाइड समय देखें 2222 तो अब हमारे पास क्या है जो हमारे पास है वह इस करंट सोर्स को चालू कर सकता है और ये दोनों इसे एक वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित करते हैं और सीरीज वे 4 4 सीरीज में डालते हैं इसलिए v r i R के बराबर है इसलिए यह 2 एम्पीयर है और यह 4 एम्पीयर है तो 2 में 4 कि आर 8 वोल्ट है यह आर 8 वोल्ट है तो यहाँ यह 8 वोल्ट है और दिशा ऊपर की ओर है तो यह r है और इसका मतलब है कि यह वोल्ट 8 वोल्ट और यह 4 ये दोनों सीरीज में हैं इसके साथ ही यह 4 Ω रेजिस्टेंस था इसलिए 4 और 4 दोनों सीरीज में हैं और यह 4 एम्पीयर है सर्किट का यह हिस्सा इसे वैसे ही रखता है जैसे यह है इसलिए परिवर्तन के बाद इसका मतलब है कि ये दो 4 4 यह 8 so है वे सीरीज में हैं इसलिए यह स्लाइड समय देखें 2317 तो अगला है कि हमने क्या किया है कि यह 4 यह 4 और 4 8 तो 4 4 यह 8 is और 8वोल्टेज सोर्स है तो एक करंट सोर्स में परिवर्तित करें इसलिए मैं 8 से 8 के बराबर 1 एम्पीयर के बराबर होगा तो यह 1 एम्पीयर है एरो यहाँ है अगर यहाँ है तो तीर ऊपर की ओर है इसलिए यह 8 Ω में है जो इस करंट सोर्स के समानांतर है और यह 4 एम्पीयर और यह 4 हमेशा की तरह है इसका मतलब है अगर यह देखें कि यह 4 एम्पीयर ऊपर की ओर है और यह 1 एम्पीयर भी ऊपर की ओर है और यह आर इस सभी चीजों को इस एक को कहते हैं यह एक यह एक और यह 4 4 यह मूल रूप से 8 Ω है लेकिन यह सब चीजें समानांतर में हैं यदि 1 एम्पीयर 8 Ω 4 एम्पीयर देखें तो यह 4 4 8 Ω सभी समानान्तर हैं तो अगर इस 4 के रिजल्टेंट को यह एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स 4 एम्पीयर ऊपर की ओर ले जाए तो यह एक एम्पीयर है तो रिजल्टेंट r 5 एम्पीयर होगारिजल्टेंट 5 एम्पीयर ऊपर की ओर होगा स्लाइड समय देखें 2432 तो इसका मतलब है कि 5 एम्पीयर यहाँ है 5 एम्पीयर यहाँ है यहाँ हमारा 5 एम्पीयर है क्योंकि 4 और 1 दोनों ऊपर की तरफ हैं तो 5 एम्पीयर यहाँ है और यह 8 Ω यहाँ है और यह 4 Ω 4 Ω है तो मूल विभाजन विधि से मूल रूप से यह भी 8 Ω है यह भी 4 4 है दोनों सीरीज 8 Ω में हैं तो वास्तव में यह करने के लिए प्रवाह करंट 25 एम्पीयर है यह 5 से 2 है इसलिए अगर मैं इसे बनाने के लिए करंट डिविजन मेथड 8 के बराबर है यह 8 4 4 से विभाजित है क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं तो 4 4 इस करंट 5 एम्पीयर में यह 5 है तो ऐसा है तो यह 25 एम्पीयर हो जाएगा तो यह इससे जाने वाली करंट का आंसर है स्लाइड समय देखें 2528 तो यह सब बातें यहां बताई गई हैं मैंने सब कुछ बता दिया है तो कब इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जाना जाएगा अगर कोई मुश्किल है मेरे ऊपर से गुजर सकता है लेकिन सब कुछ मैंने समझाया कि इसे कैसे हल किया जाए स्लाइड समय देखें 2545 तो इन सभी चीजों को समझाया गया है अंत में 25 एम्पीयर स्लाइड समय देखें 2551 इसलिए इसके बाद सोर्स ट्रांसफॉरमेशन के बाद हमने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी है जो यह है कि RThevenin की थ्योरम है स्लाइड समय देखें 2557 तो इस खंड में हम सीखेंगे कि दो टर्मिनल सर्किट युक्त रेजिस्टेंस और स्रोतों को कैसे बदलना है जो कि केवल समान सर्किट द्वारा सीखा गया है उस r के लिए एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में बस मान लीजिए कि एक अंतिम सर्किट है लेकिन हमारा इंटरेस्ट किसी विशेष ब्रांच में करंट का पता लगाना है और यदि वह ब्रांच जिसे हम कहते हैं क्या यदि ब्रांच में रजिस्टेंसवेरिएबल है है लेकिन शेष सर्किट में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो शेष सर्किट मे हम इक्विवेलेंट r का पता लगा सकते हैंते हैं जिसे क्या कहेंगे वोल्टेज को थेविनीन वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को थेविनीन रजिस्टेंस कहा जाता है स्लाइड समय देखें 2646 उदाहरण के लिए मान लीजिए उदाहरण के लिए एक विशिष्ट जिसे क्या कहते हैं जो एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में कॉल करता है जो हाउस होल्ड आउटलेट टर्मिनल विभिन्न इलेक्ट्रिकल उपकरणों से जुड़ा होता है जो एक वेरिएबल लोड का गठन करते हैं हर बार परिवर्तनशील होने पर पूरे सर्किट का फिर से विश्लेषण करना होता है मेरा मतलब है कि यदि अंतिम सर्किट और एक विशेष ब्रांच का कहना है कि r बदल रहा है इसलिए हमने अब तक बार बार जो भी अध्ययन किया है उसे पूरे सर्किट को हल करना है तो यह r बहुत ही बोझिल है और यह समय लेने वाली प्रक्रिया है तो इस समस्या से बचने के लिए थेविनीन थ्योरम एक अच्छी तकनीक देता है जिसके द्वारा सर्किट के निश्चित हिस्से को एक बराबर सर्किट से बदला जा सकता है तो यह r है कि थेविनीन थ्योरम को क्या कहते हैं तो यह क्या कहता है स्लाइड समय देखें 2737 अब अगला है कि दो टर्मिनल सर्किट के आर का मतलब है कि मूल सर्किट में केवल दो बिंदु हैं जो अन्य सर्किट से जुड़ा हो सकता है हालाँकि किसी भी कंट्रोल्ड सोर्स के मूल सर्किट के अंदर दिखाई देने के लिए कंट्रोल्ड वेरिएबल में प्रतिबंध है तो यहाँ थेविनीन की शुरुआत में जब पहली बार जो लोग पहली बार उनके लिए अध्ययन कर रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना होगा कि यह कैसे होता है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है स्लाइड समय देखें 2809 इसलिए उदाहरण के लिए इस फिगर को मान लीजिए कि यह एक लीनियर सर्किट दिखाता है जो कि r से सर्किट होता है जो इस टर्मिनल के बाईं ओर कॉल करता है इस तरफ टर्मिनल 1 1 से बचा है यह टर्मिनल 1 है और फिगर r क्या कॉल है इसे एक आकृति के रूप में जाना जाता है इस लीनियर सर्किट को दो टर्मिनल सर्किट दिए जाते हैं और यह सिद्धांत है कि यह नीचे है तो यह एम लियोन थेवेनिन M Leon Thevenin द्वारा विकसित किया गया था उनका जीवन काल 1857 से 1926 था और 1883 में वह एक फ्रेंच टेलीग्राफ इंजीनियरथे इसलिए 1883 में जब वह 26 वर्ष का था तब उसने यह अवधारणा दी तो यह r है यह एक इक्विवेलेंट टर्मिनल 1 और 2 है कुछ लोड है और लीनियरlinear 2 टर्मिनल सर्किट यह एक है इस एक के बाईं ओर एक बड़ा सर्किट है लेकिन कुछ टर्मिनल 1 और 2 है और कुछ लोड जुड़ा हुआ है और ये वेरिएबल लोड हो सकते हैं मेरा मतलब है कि यह लोड बदल रहा है यदि हर बार जब यह लोडरेजिस्टेंस बदल रहा है तो पूरे सर्किट को हल करना होगा तो लेकिन थेविनीन थ्योरम से पता चलता है कि यदि केवल सर्किट के बाकी हिस्सों में यदि इसे बराबर दो टर्मिनल सर्किट में लाया जा सकता है तो इसके बाद इसे कनेक्ट करें यह आसानी से पता लगा सकता है कि इस लोड रेजिस्टेंस r के माध्यम से करंट प्रवाह क्या है स्लाइड समय देखें 2938 तो इसके थेविनीन के इक्विवेलेंट का कहना है कि यह सर्किट कि यह वोल्टेज जो vThevenin और RThevenin है तो यह मेरा vThevenin है कि समतुल्य यह मेरा vThevenin है और RThevenin है कि इस लोड को उसके साथ सीरीज में जोड़ते हैं लोड रेजिस्टेंस जो कुछ भी है और इसे vThevenin कहा जाता है कभी कभी इसे ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहा जाता है Vopen बाद में हम कुछ समय देखेंगे vThevenin जिसे हम Vopen कहते हैं तो यह है कि R को Thevenin r वोल्टेज कहा जाता है जिसे प्राप्त करना और RThevenin सीखना है जब एसी सर्किट RThevenin के बजाय उस समय आएगा यह zThevenin होगा कि वहां हम एमपीडांस भाग देखेंगे और करंट i एक ही है I यह करंट i समान है तो यह है कि थेविनीन इक्विवेलेंट सर्किट लेकिन यह कैसे करना है Glossaryशब्दकोश English Word Word Meaning Source transformation सोर्स ट्रांसफॉरमेशन स्रोत परिवर्तन Answer आंसर उत्तर video lecture वीडियो लेक्चर वीडियो व्याख्यान variable वेरिएबल चर thevenin थेविनीन थेविनीन input इनपुट डालना house hold हाउस होल्ड घरेलू telegraph टेलीग्राफ तार homogeneity होमोजेनििटी समरूपता engineer इंजीनियर अभियंता resistor रजिस्टर प्रतिरोध impedance एमपीडांस प्रतिबाधा equivalent इक्विवेलेंट समतुल्य